हम पिछली कक्षा में रिसोर्सेज की पहचान को देख चुके हैं अब हम रिसोर्सेज का निर्धारण देखेंगे रिसोर्से हिस्टोग्राम रिसोर्सेज को कैसे सुचारू करना है इसे रिसोर्से स्मूथिंग के रूप में जाना जाता है फिर रिसोर्से कक्षाएं और विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता कैसे दें इसके बारे में हम देखेंगे तो चलिए पहले शेड्यूलिंग रिसोर्सेज पर चर्चा करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिसोर्से एलोकेशन में पहला चरण रिसोर्से की आवश्यकता सूची तैयार करना है रिसोर्से आवश्यकता सूची तैयार करने के बाद अगला चरण इस सूची को एक्टिविटी प्लान में मैप करना है प्रोजेक्ट की अवधि में आवश्यक रिसोर्सेज के वितरण का आकलन क्यों करने की आवश्यकता है हम इसके बारे में भी देखेंगे तो इस मैपिंग को एक बार चार्ट के रूप में एक्टिविटी प्लान का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है और फिर इस बार चार्ट का उपयोग करके हम प्रत्येक रिसोर्से के लिए रिसोर्से हिस्टोग्राम नामक एक अन्य डायग्राम का उत्पादन कर सकते हैं हम देखेंगे कि मैंने अगले आंकड़े में एक उदाहरण लिया है जो एक उदाहरण एक्टिविटी प्लान को बार चार्ट और एनालिस्ट और डिजाइनरों के लिए संबंधित रिसोर्से हिस्टोग्राम के रूप में दिखाता है तो आम तौर पर इस मैपिंग में हम क्या कर रहे हैं इसलिए प्रत्येक एक्टिविटी को अपनी आरंभिक आरंभ तिथि पर शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है मैंने आपको पहले ही एक्टिविटी नेटवर्क में बताया है चार महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश या अर्लीस्ट कंप्लीशन फिर लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन इसलिए इस तरह के समय निर्धारण में प्रत्येक एक्टिविटी को अपने शुरुआती समय में शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है तो आइए देखें है कि अर्लीस्ट स्टार्ट डेट शेड्यूलिंग में क्या समस्या है तो या जब आप शेड्यूलिंग के लिए शुरुआती स्टार्ट डेट का उपयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यह अक्सर हिस्टोग्राम बना देगा यह अक्सर रिसोर्से हिस्टोग्राम बनाता है जो एक पीक से शुरू होता है और फिर टेल पर बंद हो जाता है आइए हम देखें कि वहाँ कितने उतार चढ़ाव होंगे पिछले उदाहरण मैं हमने इस एक्टिविटी नेटवर्क या प्रेसिडेंस नेटवर्क को सबसे पहले लिया था उस एक्टिविटी नेटवर्क या प्रेसिडेंस नेटवर्क से हमने एक चार्ट बनाया था या प्रोजेक्ट मैनेजर एक बार चार्ट बना सकता है जहां पर आप देख सकते हैं की सप्ताह को संख्याओं में एक्स एक्सेस में लिखा गया है और यहाँ हमें अलग अलग गतिविधियाँ दी जाती हैं जैसे यहाँ हमने निर्दिष्ट एक्टिविटी को लिया है जो ओवरऑल सिस्टम को निर्दिष्ट करें फिर हम कह सकते हैं मॉड्यूल A मॉड्यूल B को निर्दिष्ट कर रहा है वगैरह फिर डिजाइन मॉड्यूल A मॉड्यूल B वगैरह तो इस तरह आप देख सकते हैं तो इस व्हाइट स्पेस की आवश्यकता है शेड्यूलिंग समय क्या है और शेडेड पोर्शन को टोटल फ्लोट के रूप में जाना जाता है टोटल फ्लोट का मतलब है कि यह उस समय का माप है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह कितना समय फ्री है और यह आसानी से उपलब्ध है यह स्लैक टाइम है ताकि गतिविधि में थोड़ी देरी हो सके ताकि पूरी परियोजना प्रभावित न हो परियोजना की पूर्णता तिथि प्रभावित नहीं होगी इसलिए फ्लोट का अर्थ है स्लैक टाइम खाली समय जो गतिविधि के साथ उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं कि मॉडल A को कौन निर्दिष्ट करता है इस बार आप देखेंगे कि यह शेडेड पोर्शन स्लैक है जोकि फ्री है तो इसका मतलब है अगर यह शुरुआती समय थोड़ा विलंबित हो सकता है इसलिए यह परियोजना के पूरा होने को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह एडजेस्टेड किया जाएगा इस खाली समय को एडजेस्टेड किया जा सकता है ताकि यह गतिविधि उचित समय में समाप्त हो सके तो आप कह सकते हैं कि पिछले डायग्राम के लिए जो हमने दिखाया है यह सैंपल बार चार्ट है जहां सप्ताह संख्याओं को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में लिखा गया है यहाँ हमने विभिन्न गतिविधियाँ ली हैं और गतिविधियाँ गतिविधि के अनुरूप हैं इन समयों को दो भागों में विभाजित किया गया है शेड्यूलिंग समय और यह फ़्लोट समय क्या है फ्लोट समय खाली समय या स्लैक टाइम उपलब्ध है ताकि परियोजना को कुछ राशि से विलंबित किया जा सके ताकि परियोजना की पूरी अवधि पूरी होने की अवधि प्रभावित हो तो ऊपरी भाग यह बार चार्ट है और इस निचले हिस्से को हिस्टोग्राम कहा जाता है मुझे उम्मीद है कि हमने पहले से हिस्टोग्राम के बारे में चर्चा की है हो सकता है हमने वह मैट्रिकुलेशन या प्लस 2 कैरियर में पड़ा हो तो यह एक हिस्टोग्राम है और आप देख सकते हैं कि इस सैंपल बार चार्ट से हमने यह तैयार किया है कि हिस्टोग्राम क्या है तो यह आपने एक्स एक्सेस में फिर से देखा है हमने सप्ताह और वाई एक्सेस लिया है जो हमने डेवलपर्स की संख्या ले ली है सिस्टम विश्लेषकों या प्रोग्रामर की संख्या या जो कुछ भी हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम अब विभिन्न गतिविधियों का समय निर्धारित कर रहे हैं हम अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी संख्या में मैन पावर की आवश्यकता होगी यह शेड्यूलिंग अर्लीस्ट स्टार्ट डेट पर आधारित है हमने यह मान लिया है कि गतिविधि अपने शुरुआती समय में शुरू हुई थी तो इस प्रकार के ग्राफ़ आपको मिल रहे हैं आप देख सकते हैं कि यदि आप शेड्यूल कर रहे हैं तो स्टार्ट डेट पर आधारित है देखें कि कितने उतार चढ़ाव हैं पीक हैं फिर अचानक यह नीचे गिर जाता है फिर से एक पीक है फिर यह नीचे गिर रहा है तो यह एक समान नहीं है यह यूनिफॉर्म भी नहीं है यह समस्या है कि यह शुरुआती समय के आधार पर शेड्यूलिंग की समस्या है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है मैंने आपको बताया है कि यह आंकड़ा उदाहरण एक्टिविटी प्लान को दिखाता है या बार चार्ट और फिर विश्लेषकों डिजाइनरों के लिए हिस्टोग्राम ऊपरी भाग बार चार्ट है निचला हिस्सा हिस्टोग्राम है यहां यह गतिविधि या प्रत्येक गतिविधि इसकी अर्लीस्ट स्टार्ट डेट के अनुसार निर्धारित की गई है जल्द से जल्द शुरू होने की तिथि निर्धारण की समस्या मैं आपको पहले से ही आरंभिक तिथि निर्धारण के बारे में बता चुका हूं यह अक्सर रिसोर्से हिस्टोग्राम बनाता है जो एक पीक से शुरू होता है और फिर तुरंत बताता है कि एक पीक से शुरू होता है और फिर यह नीचे गिरता है फिर से यह एक पीक से शुरू होता है फिर नीचे गिर जाता है यह एक समान नहीं है यह भी नहीं है तो यह शुरुआती समय निर्धारण की समस्या है इसलिए समय के साथ किसी परियोजना पर रिसोर्सेज के स्तर को बदलना विशेष रूप से कर्मियों को बदलने के बराबर होता है ठीक करना इसलिए आप रिसोर्सेज के स्तर को बदल सकते हैं लेकिन समय के साथ किसी परियोजना पर रिसोर्सेज के स्तर को बदलना विशेष रूप से कर्मियों या जनशक्ति यह आम तौर पर परियोजना की लागत में जोड़ता है आप जानते हैं कि भर्ती करने वाले कर्मचारी भर्ती होने के कारण इसकी भी कुछ लागत है इसमें कुछ लागत लगती है यहां तक कि जब कर्मचारियों को आंतरिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है तो कभी कभी नए प्रोजेक्ट वातावरण के साथ परिचित होने के लिए आवश्यक होगा तो यह कुछ लागत भी जोड़ सकता है तो फिर हम देखेंगे कि पिछले चित्र में दिखाया गया रिसोर्से हिस्टोग्राम है मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि यह रिसोर्से हिस्टोग्राम है तो पिछले आंकड़े में दिखाया गया रिसोर्से हिस्टोग्राम किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है आइए देखें कि यह किस तरह की समस्याओं का सामना करता है यह किस तरह की समस्याओं की ओर जाता है यह बताता है कि किस प्रकार की समस्याएं हैं कुछ एनालिस्ट या डिज़ाइनर कुछ दिनों के लिए बेकार बैठ सकते हैं आइए हम हिस्टोग्राम के विनिर्देश और डिज़ाइन चरण के बीच देखते हैं आप यहां देखते हैं तो यह चरण 2 का विनिर्देश है और फिर उन्होंने डिजाइन शुरू किया आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इस दौरान निष्क्रिय हैं इसलिए शुरू में चार लोगों को 1 2 3 4 की आवश्यकता थी अब आप इसके बाद देखते हैं कि एनालिसिस चरण क्या है अब केवल 2 डिज़ाइनरों का उपयोग किया जाता है अन्य 2 डिज़ाइनर बेकार बैठे हैं पर कितने सप्ताह 2 सप्ताह 2 डिजाइनर बेकार बैठे हैं तो इसी तरह यहां केवल 1 का उपयोग किया जाता है फिर मेरा मतलब 3 डिजाइनरों या 3 एनालिस्ट से है वे बेकार बैठे हैं और इसी तरह यहां पर यह समस्या है या जब से हमने शेड्यूलिंग का उपयोग किया है तो अर्लीस्ट स्टार्ट डेट के आधार पर शेड्यूलिंग का उपयोग किया है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि पिछले आंकड़े में दिखाए गए रिसोर्स हिस्टोग्राम ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं समस्याएं इस तथ्य के कारण हैं कि हमने किस तरह का उपयोग किया है शुरुआती समय निर्धारण के आधार पर शेड्यूलिंग यहां कुछ एनालिस्ट या डिज़ाइनर कुछ तिथियों के लिए बेकार बैठ सकते हैं उदाहरण के लिए विनिर्देश के बीच हिस्टोग्राम के डिजाइन चरणों के बीच जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रारंभ में 4 सिस्टम डिजाइनर या इस फैमिली का उपयोग किया गया था फिर 2 का उपयोग किया जाता है और 2 बेकार बैठे हैं फिर 1 नौकरी में है और 3 बेकार बैठे हैं तो क्या होगा कि यह संभव नहीं हो सकता है कि इन निष्क्रिय व्यक्तियों को किसी अन्य परियोजना में आवश्यक रूप से उन विशेष समय के लिए अपने कौशल की आवश्यकता होगी तो क्या होगा तो यह निष्क्रिय समय तब भले ही वे बेकार बैठते हों लेकिन उनका वेतन वगैरह तो यही कारण है कि हमें क्या चाहिए हमें इसे समूदन करना होगा क्योंकि देखें कि बहुत सारे पीक हैं और उतार चढ़ाव हैं तो अगर आप इसे बना सकते हैं तो हम इसे एक समान बना सकते हैं तो शायद यह बेकार समय कम होगा तो अब देखते हैं कि हम निष्क्रिय समय को कैसे कम कर सकते हैं निष्क्रिय आइडल रिसोर्स हिस्टोग्राम साइंज क्या होना चाहिए निष्क्रिय रिसोर्स हिस्टोग्राम सुचारू होना चाहिए यहां तक कि प्रारंभिक बिल्ड अप के साथ भी लगभग होना चाहिए और बाद में रन डाउन का मंचन किया जा सकता है तो आप एक उदाहरण देखते हैं यह एक रिसोर्स हिस्टोग्राम है जो इतने उतार चढ़ाव भी नहीं देखता है पीक वहाँ हैं और इसलिए यह वही है जो सैंपल हिस्टोग्राम है जो कि समान नहीं है तो हमें क्या करना है हमें इसे सुचारू करना है इस प्रक्रिया को हम रिसोर्स स्मूथिंग कहते हैं ताकि निष्क्रिय समय कम से कम हो जैसे हमें रिसोर्स स्मूथिंग के लिए जाना है तो रिसोर्स स्मूथिंग क्या है रिसोर्स स्मूथिंग करना आमतौर पर विशेष रूप से कर्मचारियों को प्राप्त करना मुश्किल होता है जो अंतराल में भरने के लिए odd डे काम करेंगे इसलिए हम हमेशा सभी को व्यस्त नहीं कर सकते विशेषज्ञ कर्मचारियों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है जो अंतराल में भरने के लिए केवल odd दिन काम करेंगे आवेदन वगैरह के बारे में जानने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है इसमें कुछ समय लगेगा इसलिए कर्मचारियों को अक्सर समय के कंटिन्यूस ब्लॉक के लिए नियोजित करना पड़ता है इसलिए हमें उन्हें अक्सर व्यस्त कर्मचारियों को रखना पड़ता है उन्हें निरंतर समय के लिए नियोजित करना पड़ता है इसलिए किसी परियोजना पर कर्मचारियों की निरंतर संख्या को नियोजित करना वांछनीय है इसलिए अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा एक प्रोजेक्ट पर लगातार कई कर्मचारियों को नियुक्त करने की इच्छा रखेगा जो जहां तक संभव हो पूरी तरह से महत्वपूर्ण पूर्णकालिक कर्मचारी हैं तो इसलिए रिसोर्स स्मूथिंग की आवश्यकता है तो इसीलिए रिसोर्स स्मूथिंग करने की आवश्यकता है और आप देखते हैं कि यह रिसोर्स स्मूथिंग का एक उदाहरण है पिछला उदाहरण देखें कि मैंने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं इसका मतलब यह भी नहीं है यहां एक व्यक्ति बैठा है तो एक व्यक्ति हाँ के लिए बैठा है 1 व्यक्ति यहाँ बेकार बैठा है 1 इसके विपरीत वे बेकार बैठे हैं तो हमें इसे एक समान बनाना होगा इसे भी बनाना होगा हिस्टोग्राम को सुचारू बनाना होगा हिस्टोग्राम को समान रूप से देखने के लिए भी मिलना होगा अब यह कम या ज्यादा भी है और आप इस व्यक्ति को बेकार बैठे हुए देखते हैं यह बहुत कम है तो यह पिछले उदाहरण को यहाँ रिसोर्स स्मूथिंग करने का उदाहरण रिसोर्स हिस्टोग्राम है इसलिए इस हिस्टोग्राम को यहाँ सुचारू किया जा रहा है और आइए देखते हैं कि रिसोर्स हिस्टोग्राम को कैसे सुचारू किया जाए इसलिए इस चीज़ को सुचारू करने से पहले आइए देखें कि इस अनइवन रिसोर्स हिस्टोग्राम के साथ अन्य समस्या क्या है इसलिए अनइवन रिसोर्स हिस्टोग्राम के साथ एक और समस्या यह है कि यह उपलब्ध लोगों से परे रिसोर्स के स्तर के लिए कॉल कर सकता है इसके कुछ या कहें कि 10 रिसोर्स उपलब्ध हैं लेकिन इस प्रकार के हिस्टोग्राम असमान रिसोर्स हिस्टोग्राम है इसके लिए 15 लोगो की मैनपावर की आवश्यकता हो सकती है इसलिए क्या करना है तो इवन रिसोर्स हिस्टोग्राम के साथ एक और समस्या यह है कि यह उपलब्ध रिसोर्सेस के स्तर के लिए कॉल कर सकता है जो उपलब्ध 10 से अधिक हैं लेकिन यह 15 से अधिक रिसोर्स मांगता है इसलिए अगला आंकड़ा यह दिखाता है कि कुछ गतिविधियों की शुरुआत को समायोजित करके और अन्य रिसोर्स हिस्टोग्राम को विभाजित करके प्रीसीडेंस आवश्यकताओं जैसे बाधाओं के अधीन उपलब्ध स्तरों पर रिसोर्स की मांग को नियंत्रित करने के लिए कैसे सुचारू किया जा सकता है तो अब देखते हैं कि हिस्टोग्राम को सुचारू करने के लिए अब किस तरह की आवश्यकता है सवाल यह है कि हिस्टोग्राम को कैसे स्मूथ किया जाए तो दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग करके इस हिस्टोग्राम को सुचारू किया जा सकता है प्रारंभ तिथि को समायोजित करने से कोई ठीक वही नहीं होगा जो अर्लीएसट स्टार्ट डेट से शुरू होता है जहां कुछ स्लैक टाइम होता है जहां कुछ फ्लोट का समय होता है हम फ़्लोट समय का लाभ उठाएंगे और शुरुआती संख्या 1 होने में हमें थोड़ा विलंब हो सकता है नंबर 2 ये गतिविधियाँ हैं कि वे क्या हैं जहाँ हम संभवत लगातार नहीं डाल सकते हैं जहाँ हम कुछ गतिविधियों को विभाजित कर सकते हैं तो इन दो विधियों का उपयोग करके इसका मतलब है प्रारंभ दिनांक को थोड़ा समायोजित करके या प्रारंभ दिनांक को थोड़ा कम करके और फिर कुछ गतिविधियों को विभाजित करके उपलब्ध दरों पर रिसोर्स की मांग को पूरा करने के लिए रिसोर्स हिस्टोग्राम को सुचारू किया जा सकता है इसलिए उपलब्ध रिसोर्स क्या हैं हम केवल उन संख्याओं का लाभ उठाएंगे जो रिसोर्सेज से जनशक्ति हैं बेशक इस तरह की बाधाओं के अधीन हैं कि प्रेसिडेंसआवश्यकताएं क्या हैं जिन्हें भी संतुष्ट करना होगा अब हम इसे कहते हैं हमने जो पहला उदाहरण लिया है वह आपने देखा है यह बहुत असमान लग रहा है यह स्मूथ नहीं है हम एक ही उदाहरण लेंगे और यहां आप कई गतिविधियों को देखेंगे जो वे फ्लोट बार खाली समय स्लैक टाइम का हिस्सा तय कर रहे हैं इसलिए बहुत शुरुआत से शुरू करने के बजाय हम थोड़ा कम कर सकते हैं कि हम किस तारीख को शुरू होने में देरी कर सकते हैं ताकि परियोजना के पूरा होने की तारीख प्रभावित न हो क्योंकि कुछ खाली समय यहां उपलब्ध है इसलिए तब हम कम से कम करेंगे फिर हम कह सकते हैं कि रिसोर्स की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं और रिसोर्स हिस्टोग्राम भी या समान होगा हम एक ही उदाहरण लेंगे और हम इसे यहां दिखाएंगे देखिए वही उदाहरण लेंगे यहां आप देख सकते हैं कि इसमें से A B C D की तरह अलग गतिविधियाँ हैं अलग अलग काम की गतिविधियाँ हैं और अगर हम एक सैंपल केस और हिस्टोग्राम का उदाहरण लेंगे तो एक प्रोजेक्ट के लिए देखें इस तरह परीक्षक उपलब्ध है तो इस हिस्टोग्राम को देखें अगर यह ठीक से स्मूथ नहीं है यह भी कई बार देखा जाता है कि मैनपावर आइडल बैठी है वे सिर्फ आइडल हैं तो इसीलिए हम इसे स्मूथ बनाना चाहते हैं हम इसे कैसे स्मूथ कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इन दो महत्वपूर्ण विधियों का पालन कर सकते हैं हम एडजस्ट कर सकते हैं हम शुरू की तारीख में देरी कर सकते हैं जहाँ भी फ्लोट उपलब्ध है यह स्लैक टाइम उपलब्ध है एक और हम कुछ गतिविधियों को विभाजित कर सकते हैं ताकि रिसोर्स हिस्टोग्राम को सुचारू किया जा सके यहां आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि A B C की क्या आवश्यकता है आकृति में अलग अलग अक्षर मॉड्यूल की एक श्रृंखला पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ठीक हैं इसलिए मॉड्यूल परीक्षण कार्यों की एक श्रृंखला में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उदाहरण के लिए एक कार्य पर 1 व्यक्ति जो आप कह सकते हैं 1 व्यक्ति केवल कर्मचारियों पर काम कर रहा है 1 व्यक्ति गतिविधि A पर काम कर रहा है यहां एक व्यक्ति टास्क A पर काम कर रहा है इसी तरह 2 व्यक्ति टास्क B पर काम कर रहे हैं 2 व्यक्ति टास्क C पर काम कर रहे हैं जैसे कि यह समझाया गया है और अब कुछ गतिविधियों में देरी करके और कुछ गतिविधियों को विभाजित करके इस रिसोर्स डायग्राम को देखें जो इवन नहीं बना है तो क्या गतिविधियाँ आप देखते हैं कि कुछ गतिविधियां थोड़ी देरी से शुरू हुई हैं जहां खाली समय उपलब्ध है और देखते हैं कि कौन से कार्य अलग किए गए हैं देखें C G यहां निरंतर हैं आप देख सकते हैं कि C G विभाजित है यहां आप इसे देखते हैं और फिर से C कुछ हफ्तों के बाद फिर से C शुरू हो जाता है फिरD हम देख सकते हैं कि पहले ये क्या है यह यहाँ किया जाता है इन सप्ताह D का प्रदर्शन किया जाता है और आप देखते हैं कि एक ब्रेक है और फिर से ये यहां प्रदर्शन किया गया है तो गतिविधियाँ कार्य C और D अलग किए गए हैं तो यह हिस्टोग्राम है जो कर्मचारियों की मांग को दर्शाता है यह स्मूथिंग से पहले है और स्मूथिंग के बाद स्मूथ है इसका मतलब है हम यह कर रहे हैं हिस्टोग्राम को कुछ गतिविधियों में देरी से सुचारू रूप से स्मूथ किया जाता है जहां टोटल फ्लोट होता है जहां स्टार्ट टाइम होता है और कुछ गतिविधियों या कार्यों जैसे कि C और D को विभाजित करके इस हिस्टोग्राम को प्राप्त किया जाता है यह आप देख सकते हैं यह बहुत इवन है यह पिछले की तुलना में बहुत अधिक समान होना चाहिए तो इससे आपको एक और फायदा हो सकता है कि स्मूथ करने से पहले हमें कितनी मैनपावर चाहिए आप 9 द्वारा आवश्यक 9 मैनपावर देख सकते हैं लेकिन कितने 5 लेकिन इसमें आप A B C D E 5 देख सकते हैं कि कौन से कर्मचारी सदस्य हैं लेकिन इसके लिए 9 स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता होती है लेकिन सुचारू करने के बाद आप देखते हैं कि अब आवश्यकता 1 2 3 4 5 है तो अब 5 स्टाफ के सदस्यों की आवश्यकता है और यह भी कि इस रिसोर्स शेड्यूलिंग के अनुसार हमारे रिसोर्स शेड्यूलिंग को करने के लिए उन 5 स्टाफ सदस्यों को ले जाकर किया जाता है आपको पता है कि कोई अतिरिक्त स्टाफ सदस्य नहीं है यह रिसोर्स स्मूथिंग का लाभ है इस आंकड़े में मूल हिस्टोग्राम उनकी अर्लीस्ट स्टार्ट डेट में गतिविधियों को निर्धारित करके बनाया गया था जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अर्लीस्ट स्टार्ट डेट निर्धारण का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए यहां आप रिसोर्स हिस्टोग्राम देख सकते हैं जोकि अर्लीस्ट स्टार्ट डेट शेड्यूलिंग का उपयोग करने के कारण एक पीक शेप सामने आया है जिसमें शुरुआत में टोटल 9 कर्मचारियों की आवश्यकता थी जबकि 5 परियोजना के लिए उपलब्ध हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इस तरह से 1 A और 2 B के लिए 2 C के लिए देखें तो 9 स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता है लेकिन केवल 5 उपलब्ध थे तो यही कारण है कि यह असमान रिसोर्स हिस्टोग्राम की अज्ञात समस्या है इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम इस तकनीक को 2 तकनीकों द्वारा स्मूथ कर सकते हैं जहां कुछ गतिविधियां शुरू होती हैं उनमें से कुछ को शुरू करने में देरी होती है और दूसरी कुछ गतिविधियों को विभाजित करके होती है इसलिए कुछ गतिविधियों की शुरुआत में देरी करके हिस्टोग्राम को सुचारू करना और मैनपावर को कम करना और रिसोर्स की अधिकतम मांग को कम करना संभव है और यहां आप स्मूथिंग के बाद देख सकते हैं हमें केवल 5 मैनपावर की आवश्यकता है 5 डिजाइनर या पांच बेस्ट टेस्टर और मैं आपको इस प्रक्रिया से पहले ही बता चुका हूं हमें प्रेसिडेंस नेटवर्क को संशोधित करना होगा हमें अर्लीस्ट स्टार्ट डेट से थोड़ा विलंब करना होगा जहां कुल फ्लोट उपलब्ध हैं तो आप देखते हैं यही कारण है कि मूल क्या प्रेसिडेंस नेटवर्क है हम पहले से ही दे चुके हैं और यह संशोधित प्रेसिडेंस नेटवर्क है जहां भी फ्लोट है वहां शुरुआती आरंभ की तारीखों में थोड़ा विलंब हुआ है कृपया ध्यान दें कि कुछ गतिविधियाँ जैसे कि C और D का विभाजन किया गया है मैंने आपको पिछले उदाहरण में पहले ही बता दिया है कि यहाँ C यह यहाँ निरंतर नहीं था इसमें देरी हो रही है इसे देखने के बाद फिर से विभाजित किया जाता है फिर इन गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है फिर C और इसी तरह D के बाद फिर से इसे विभाजित किया जाता है और इसे अन्य हफ्तों में लिया जाता है तो C और D गतिविधियां अच्छे से बढ़ रहे हैं ठीक है तो ध्यान दें कि कुछ गतिविधियाँ हैं जैसे C और D का विभाजन किया गया है जहाँ गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों को विभाजित किया जा सकता है वे रिसोर्सेज की मांग में गर्त भरने का एक उपयोगी तरीका प्रदान कर सकते हैं इसलिए जब भी कृपया याद रखें कि महत्वपूर्ण गतिविधियों को विभाजित करने की कोशिश न करें तो केवल गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों को विभाजित किया जा सकता है जहां गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों को विभाजित किया जा सकता है वे troughs को भरने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करेंगे यह रिसोर्से की मांग में हिस्टोग्राम बनाने में भी मदद करेगा लेकिन सॉफ्टवेयर परियोजनाओं में समय को बढ़ाने के बिना कार्यों को विभाजित करना बहुत मुश्किल है यह एक और समस्या है कुछ गतिविधियाँ एक समय में रिसोर्से की 1 से अधिक इकाई के लिए कॉल कर सकती हैं उदाहरण के लिए आप F देखते हैं यदि आप देखेंगे कि यहां F को 2 गतिविधि के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है और 2 सप्ताह के लिए इसका मतलब है अगर आपको यह काम करना है इसका मतलब है 2 सप्ताह के लिए गतिविधि F के लिए दो 2 व्यक्ति इसे कम मैनपावर वाले होने पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है हम गतिविधि F के लिए केवल 1 व्यक्ति ले सकते हैं जिसे हम 4 सप्ताह तक दे सकते हैं बेशक हमने इसे यहां नहीं दिखाया है लेकिन यह एक और संभावना है कि मैं यही कह रहा हूं कि गतिविधि F को 2 प्रोग्रामर की आवश्यकता है जो प्रत्येक 2 सप्ताह के लिए काम कर रहे हों लेकिन इस गतिविधि को रीशेड्यूल करने के लिए केवल 1 मैनपावर 1 प्रोग्रामर का उपयोग 4 सप्ताह करने के लिए यह एक और संभावना है फिर हम रिसोर्से क्लैश के बारे में बात करेंगे तो रिसोर्से क्लैश का अर्थ है जहां एक ही समय में 1 से अधिक स्थानों पर एक ही रिसोर्से की आवश्यकता होती है तो एक ही समय में 1 से अधिक जगह पर केवल 1 रिसोर्से की आवश्यकता होती है तो इन तरीकों में से एक का पालन करके इस समस्या को हल किया जा सकता है सबसे पहले आप गतिविधियों में से एक में देरी कर सकते हैं ताकि जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा की जा सके वह रिसोर्से के मुक्त होने के लिए उपलब्ध हो इसलिए जिसे आवश्यक गतिविधि के लिए एलोकेट किया जा सकता है शुरू की तारीख बदलने के लिए आप लाभ उठा सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम फ्लोट के समय का उपयोग कर सकते हैं इसलिए फ्लोट समय या खाली समय का लाभ उठाएं ताकि शुरुआत की तारीख थोड़ी देरी हो सके एक गतिविधि की शुरुआत में देरी करना जब तक कि दूसरी गतिविधि खत्म न हो जाए या दूसरा संभव न हो एक गतिविधि के शुरू होने में देरी हो सकती है जब तक कि पिछली गतिविधियां उस रिसोर्से को ठीक तरह से उपयोग नहीं कर लेती इसलिए एक गतिविधि के शुरू होने में देरी हो रही है जब तक कि उस दूसरी गतिविधि के खत्म होने तक जो रिसोर्सेज का उपयोग किया जा रहा है इसलिए लेकिन इससे परियोजना पूरी हो जाएगी परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है एक और संभावना एक गैर महत्वपूर्ण गतिविधि से रिसोर्से को स्थानांतरित कर रही है इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण गतिविधि प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित किया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं तो हम दूर ले जा सकते हैं हम कुछ रिसोर्सेज को थोड़े कम महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण गतिविधि से किसी एक महत्वपूर्ण गतिविधि में स्थानांतरित कर सकते हैं जो रिसोर्स clashes का कारण होगा एक और पॉसिबिलिटी एडिशनल रिसोर्सेज को लाने की है यदि रिसोर्से को अन्य गतिविधियों से स्थानांतरित करना या गतिविधि में देरी करना संभव नहीं है तो यह भी संभव नहीं है फिर प्रोजेक्ट मैनेजर वह क्या कर सकता है जो अतिरिक्त रिसोर्सेज में ला सकता है वह लक्षित तारीखों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रिसोर्से रख सकता है बेशक इससे लागत बढ़ेगी तो ये कुछ संभव तरीके हैं जो रिसोर्से वर्गों के लिए समाधान हैं तो फिर अंतिम गतिविधि इसे विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता देने के रूप में कहा जाएगा व्यवहार में रिसोर्सेज को गतिविधि के आधार पर एक परियोजना को एलोकेट किया जाता है आम तौर पर एक वास्तविक जीवन परियोजना में आज एक मैनेजर गतिविधि के आधार पर गतिविधि के आधार पर रिसोर्सेज को एलोकेट करता है लेकिन सबसे अच्छा एलोकेशन खोजने में बहुत समय लगता है और मुश्किल है एक गतिविधि के लिए रिसोर्से एलोकेशन को बाधित करना अन्य रिसोर्स एलोकेशन और शेड्यूलिंग के लचीलेपन को सीमित करता है एक बार जब आप कुछ रिसोर्से एक गतिविधि को एलोकेट करते हैं तो इसका मतलब है कि यह अब लचीलेपन को सीमित कर देगा आपके पास उस रिसोर्से को किसी अन्य गतिविधि को एलोकेट करने और अन्य गतिविधियों को शेड्यूल करने के लिए इतना लचीलापन नहीं है इसलिए उनकी प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता हैताकि रिसोर्सेज को कुछ तर्कसंगत क्रम में विभिन्न प्रतिस्पर्धा गतिविधियों के लिए एलोकेट किया जा सके प्राथमिकता हमेशा वही होनी चाहिए जहां रिसोर्स एलोकेशन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी के लिए होना चाहिए इसलिए आपको महत्वपूर्ण पथ गतिविधियों के लिए रिसोर्स एलोकेशन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए अगली प्राथमिकता उन गतिविधियों पर जा सकती है जो अन्य गतिविधियों को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना है ऐसे में क्या होगा सबसे कम प्राथमिकता उन गतिविधियों पर जाएगी जो बहुत कम हैं वे बहुत कम महत्वपूर्ण हैं तो इस तरह से निचली गतिविधियों वे पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण अनुसूचित गतिविधि के आसपास फिट करने के लिए बने हैं इसलिए इस मामले में हम पहले सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों का निर्धारण कर रहे हैं इसलिए अब कुछ समय अंतराल हैं महत्वपूर्ण गतिविधियों के आसपास तो वे अंतराल जो खाली समय शेड्यूलिंग के दौरान कम प्राथमिकता वाली गतिविधियों से भरे जा सकते हैं तो गतिविधियों को प्राथमिकता देने के दो मुख्य तरीके हैं एक कुल फ्लोट प्राथमिकता है दूसरा ऑर्डर सूची प्राथमिकता है तो टोटल फ्लोट पैरेटी में हमें यह देखना होगा कि कुल फ्लोट से आपका क्या मतलब है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्लोट का मतलब यह है कि यह परियोजना की समाप्ति तिथि को प्रभावित किए बिना गतिविधि शुरू करने या पूरा करने में कितना विलंब हो सकता है यह कुछ खाली समय slack न्यू टाइम उपलब्ध है तो यह फ्लोट दर्शाता है कि कितने समय तक यह एक माप है जिसके द्वारा यह कहा जाता है कि कितने समय तक किसी गतिविधि की शुरुआत या पूरा होने में कितना समय लगता है अंतिम तिथि या परियोजना की पूर्णता तिथि को प्रभावित किए बिना इसमें देरी हो सकती है तो इस विधि में इसका मतलब है कुल फ्लोट प्राथमिकता पद्धति में जो गतिविधियाँ सबसे छोटी फ्लोट हैं 0 फ्लोट या 1 फ्लोट 2 फ्लोट या 1 दिन 2 दिन वगैरह फ्लोट इसलिए सबसे छोटी फ्लोट वाली गतिविधियों में सबसे अधिक प्राथमिकता होगी क्योंकि उनके पास कोई खाली समय नहीं है यदि आप देरी करेंगे तो जाहिर है परियोजना पूरी होने में देरी होगी तो यही कारण है कि इस पद्धति में सबसे छोटी फ्लोट के साथ गतिविधियां होती हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है गतिविधियों को उनके फ्लोट के आरोही क्रम में रिसोर्स एलोकेशन किए जाते हैं तो इस विधि में आप क्या करते हैं गतिविधियों को व्यवस्थित करें या उनके फ़्लोट्स को उनके एसेंडिंग ऑर्डर के में व्यवस्थित करें क्योंकि शेड्यूलिंग प्रक्रियाएँ गतिविधियों में देरी हो सकती हैं यदि शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग आय के दौरान रिसोर्स उपलब्ध नहीं हैं तो कुछ गतिविधियों में देरी हो सकती है क्योंकि कुछ रिसोर्से उनकी आरंभिक तिथियों पर उपलब्ध नहीं हैं और फिर क्या होगा यह कुल फ्लोट से खपत करेगा और इसलिए उनका कुल फ्लोट कम हो जाएगा फ़्लोट्स को रीकैलकुलेट करने के लिए यह वांछनीय है और आपको हर बार गतिविधियों की देरी होने पर सूची को फिर से व्यवस्थित करना होगा हर बार गतिविधियों में देरी होने पर आपको फ्लोट को फिर से गणना करना होगा क्योंकि फ्लोट बदल रहा है इसका उपभोग किया गया है और सूची को बदला जा सकता है तो आपको सूची को फिर से व्यवस्थित करना होगा तो यह टोटल फ्लोट प्रायोरिटी में हो रहा है अगले क्रम ऑर्डर लिस्ट प्रायोरिटी है यहां इन विधियों में ऐसी गतिविधियां जो आगे बढ़ सकती हैं ठीक हैं यहां ऐसी गतिविधियां जो उसी समय आगे बढ़ सकती हैं इस पद्धति में जो गतिविधियाँ एक ही समय में आगे बढ़ सकती हैं उन्हें कुछ सरल मानदंड निर्धारित करने के अनुसार आदेश दिया जाता है एक उदाहरण बर्मन प्राथमिकता सूची है और इस पद्धति में यह विधि गतिविधि की अवधि के साथ साथ फ्लोट का भी ध्यान रखती है साथ साथ फ्लोट यानी टोटल फ्लोट भी इसलिए बर्मन की प्राथमिकता सूची में इस क्रम में प्राथमिकता दी जाती है इस परीक्षण में उन गतिविधियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है जो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ गतिविधियाँ जो बहुत कम होती हैं या जिन्हें हम न्यूनतम फ्लोट कह सकते हैं इसलिए सबसे छोटी महत्वपूर्ण गतिविधियां वे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं फिर अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ अगली प्राथमिकता सबसे छोटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए जाती है इसका मतलब है कि इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में यह क्या कम से कम समय याऔर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कम से कम फ्लोट हैं इसलिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज जो वे कर रहे हैं जो फ्लोट कम से कम है और अंत में जो कम से कम प्राथमिकता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को दिया जाएगा तो इस तरह से बर्मन की प्राथमिकता सूची इस प्रकार अलग अलग गतिविधियों को दी गई प्रायोरिटी है पहली प्रायोरिटी सबसे शॉर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी को दी जाती है फिर अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए अगली प्रायोरिटी सबसे छोटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए अगली प्रायोरिटी कम से कम फ्लोट के साथ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए अगली प्रायोरिटीऔर सबसे कम प्रायोरिटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए दी जाती है तो रिसोर्से स्मूथिंग के विकल्प क्या हैं रिसोर्से को सुचारू करना हमेशा संभव नहीं होता है क्योंकि रिसोर्सेज को सुचारू करने के लिए गतिविधियों को स्थगित करना यह अक्सर पीक पर होता है यह प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख को वापस रखता है प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख में देरी हो सकती है इसलिए इस मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ वैकल्पिक रिसोर्सेज पर विचार करने की आवश्यकता है जैसे कि उन्हें उपलब्ध रिसोर्सेज के रिसोर्से के स्तर को बढ़ाना पड़ सकता है इस मामले में अधिक लागत आएगी या उन्हें विभिन्न कार्य विधियों का पालन करना होगाउसे परिवर्तन करना होगा वह काम करने के तरीकों को बदल रहा है उसे काम करने के तरीकों को बदलना पड़ सकता है रिसोर्से उपयोग प्रोजेक्ट मैनेजर को रिसोर्सेज के उपयोग के प्रतिशत को अधिकतम करने की आवश्यकता है इसका मतलब है वह रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करेगा कि वह कार्यों के बीच निष्क्रिय अवधि को कम करे जल्दी पूरा होने की तारीख के खिलाफ लागत को संतुलित करने की आवश्यकता है हाथ में कुछ आकस्मिकता के लिए अनुमति देने की भी आवश्यकता है इसलिएरिसोर्सेज को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण पथ बनाने से नए महत्वपूर्ण मार्ग बन सकते हैं क्योंकि एक गतिविधि के शुरू होने में देरी होने के कारण रिसोर्से की कमी के कारण यह गतिविधि महत्वपूर्ण हो जाएगी यदि यह अपने फ्लोट का उपयोग करता है तो इसलिए एक गतिविधि को पूरा करने में और देरी करने से बाद की गतिविधि के लिए आवश्यक रिसोर्सेज की उपलब्धता में देरी हो सकती है अगर बाद वाला पहले से ही क्रिटिकल है तो इसकी संभावना अधिक है कि पहला वाला भी क्रिटिकल हो सकता है अगर हम उसे रिसोर्सेज के साथ लिंक करें तो इसलिए रिसोर्सेज का निर्धारण करते समय यह संभव है कि यह एक नया क्रिटिकल पथ बन सकता है क्योंकि फ्लोट पीरियड चेंज हो रहा है रिसोर्सेज का निर्धारण गतिविधियों के बीच नई निर्भरता पैदा कर सकता है यह संभव है जब आप शेड्यूल कर रहे हों रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हों या रिसोर्से शेड्यूल कर रहे हों यह गतिविधियों के बीच नई निर्भरता बना सकता है इसलिए यही कारण है कि रिसोर्से कंस्ट्रेंट को प्रतिबिंबित करने के लिए गतिविधि नेटवर्क पर निर्भरता को जोड़ना बेहतर नहीं है क्योंकि यह नेटवर्क को बहुत गड़बड़ कर देगा एक्टिविटी नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा और साथ ही परियोजना के दौरान एक रिसोर्से कंस्ट्रेंट गायब हो सकती है लेकिन इसके लिंक अभी भी एक्टिविटी नेटवर्क में बने हुए हैं इसीलिए रिसोर्से कंस्ट्रेंट को प्रतिबिंबित करने के लिए एक्टिविटी नेटवर्क पर निर्भरता को न जोड़ें क्योंकि आप शेड्यूल पर तारीखों में संशोधन कर सकते हैं बल्कि रिसोर्से की बाधाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए आप शेड्यूल पर तारीखों में संशोधन कर सकते हैं इसलिए हमने इन रिसोर्सेज के निर्धारण और रिसोर्से हिस्टोग्राम रिसोर्स स्मूथिंग के रूप में देखा है साथ ही हमने रिसोर्सेज की गड़बड़ी की मूलभूत अवधारणाओं को देखा है और हमने प्राथमिकता वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देने के तरीकों पर भी चर्चा की है यहां हमने कुल गतिविधि के साथ साथ इन ऑर्डर प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर दो विधियां देखी हैं ये संदर्भ हैं